कीवर्ड्स कंप्रेसर हाइड्रोलिक्स न्यूमेटिक्स नियंत्रण प्रणाली प्रवाह और दिशा नियंत्रण वाल्व दबाव इनलेट पोर्ट औद्योगिक स्वचालन नियंत्रण के 29 वे पाठ में आपका स्वागत है हम चर्चा करेंगे न्यूमैटिक नियंत्रण प्रणालियों पर चर्चा शुरू करेंगे और हम न्यूमैटिक सिद्धांतों मुख्य न्यूमैटिक प्रणाली घटकों और कुछ सरल अनुप्रयोगों पर चर्चा करेंगे इसलिए अनुदेशात्मक उद्देश्यों पर आते हुए पाठ सीखने के बाद छात्रों को न्यूमैटिक प्रणालियों के संचालन के सिद्धांतों का वर्णन करने में सक्षम होना चाहिए और इसके लाभों को समझना चाहिए बुनियादी न्यूमैटिक घटकों से परिचित होना चाहिए और समग्र प्रणाली में उनकी भूमिका क्या है का वर्णन करने में न्यूमैटिक कंप्रेशर्स और उसके सामान की मुख्य तकनीकी विशेषताएं और दिशा नियंत्रण वाल्वों से परिचित होना चाहिए जिससे हमें न्यूमैटिक नियंत्रण प्रणाली का पहला मूल विचार मिलेगा इसलिए न्यूमैटिक्स क्या है जैसा कि मैं अक्सर करता हूं मैंने ऑक्सफोर्ड रेफरेंस डिक्शनरी की जांच की और पाया कि न्यूमैटिक्स का मतलब दबाव में हवा या गैस द्वारा संचालित होता है इसलिए चूंकि हमारे पास पहले से ही कुछ व्याख्यान हैं हाइड्रोलिक नियंत्रण हाइड्रोलिक्स नियंत्रण में वे दोनों हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स द्रव नियंत्रण प्रणालियों हैं जहां दबाव के तहत द्रव का उपयोग काम करने के लिए किया जाता है हाइड्रोलिक्स में यह तरल पदार्थ तेल है और न्यूमेटिक्स में यह हवा है यह संपीड़ित हवा है इसलिए संपीड़ित हवा का उपयोग करने के कुछ फायदे और नुकसान भी हैं तो न्यूमेटिक्स प्रणालियों का मुख्य लाभ यह है कि हवा इकट्ठा करने और निकास करने के लिए स्वतंत्र है इसलिए आप जानते हैं कि यह बस एकत्र किया जाता है आपको इसे खरीदने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए यह सस्ता है और यह वायुमंडल में समाप्त हो सकता है तो आप नहीं इसलिए आपको रिटर्न टयूबिंग की आवश्यकता नहीं है इसलिए आप देखते हैं कि हाइड्रोलिक्स के लिए आपको तरल पदार्थ को काम के स्थान पर ले जाने के लिए एक पाइप या ट्यूब की आवश्यकता होती है अर्थात भार और इसे लाने के लिए आपको एक अन्य पाइप या ट्यूब की आवश्यकता होती है वापस अब यह न्यूमेटिक्स के लिए आवश्यक नहीं है क्योंकि आप उपयोग कर रहे हैं जब आप हवा का उपयोग कर रहे हैं जो कि ज्यादातर मामला है क्योंकि आप सीधे काम के स्थान पर इसे सीधे वायुमंडल में समाप्त कर सकते हैं और इसलिए आप ट्यूबिंग से आधा लागत बचाते हैं इसलिए कि यह बहुत अधिक है एक और कारण है कि न्यूमेटिक्स आमतौर पर बाहर की तुलना में सस्ता हो जाता है आप विद्युत सक्रियण या हाइड्रोलिक्स सक्रियण जानते हैं कारणों में से एक यह है कि न्यूमेटिक्स में कॉम्पोनेन्ट की लागत हवा से निपटने के उपकरण जो कंप्रेसर है मूल रूप से कंप्रेसर वास्तव में एप्लीकेशन के बीच साझा किया जाता है इसलिए मान लें कि यदि आप एक कारखाने में जाते हैं तो हम कहते हैं कि फैक्ट्री जैसे टेल्को अगर आप टेल्को के असेंबली प्लांट में जाते हैं तो आप पाएंगे कि कई जगह हैं जहां टुकड़े हैं आपको पता है कि इंजन के टुकड़े इकट्ठे हो रहे हैं इसलिए इन स्थानों में से हर एक में आप पाएंगे कि विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया जाना है आप जानते हैं जैसे कि आप रिंच स्क्रूड्राइवर्स को जानते हैं अब इन उपकरणों के साथ एक समान प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए और साथ ही ऑपरेटर लोगों को एग्जॉस्ट नहीं करने के लिए न्यूमेटिक्स साधनों का उपयोग करते हैं तो आप पाएंगे कि प्रत्येक ऑपरेटर स्टेशन पर वास्तव में कुछ संपीड़ित वायु आपूर्ति है और वह संपीड़ित हवा की आपूर्ति इसलिए आप इसलिए आप कई स्थानों पर काम करने के लिए संपीड़ित हवा का उपयोग कर रहे हैं लेकिन आपको संभवतः केवल एक बड़े कंप्रेसर की आवश्यकता है और फिर एक अलग स्थान के माध्यम से संपीड़ित हवा की एक पंक्ति चलाएं इसलिए यह इसलिए कंप्रेसर लागतवास्तव में विभाजित हो जाता है और इससे आपको सस्ती प्रणाली मिल जाती है इलेक्ट्रिक की तुलना में जहां आपको इनमें से प्रत्येक स्थान पर मोटर लगाने की आवश्यकता होगी तो इसलिए ऐसे मामलों में जहां कुछ क्षेत्र में कई अनुप्रयोग फैले हुए हैं जिन्हें आमतौर पर न्यूमेटिक्स प्रणालियों की लागत सस्ता कहा जाता है अब वहाँ न्यूमेटिक्स प्रणालियों का एक और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इलेक्ट्रिक सिस्टम आप जानते हैं बिजली की चिंगारियों और हाइड्रोलिक तेल जो कि आप जानते हैं कि पेट्रोलियम डेरिवेटिव है ज्वलनशील है के कारण आग लगने कि संभावना है न्यूमेटिक्स सिस्टम आंतरिक रूप से सुरक्षित हैं और इसलिए अक्सर इसमें पसंद किया जाता है आप ऐसी जगहों को जानते हैं आप विस्फोटक पर्यावरण को जानते हैं हम कहते हैं कि एक प्राकृतिक गैस संयंत्र पसंद करेगा विस्फोट के खतरे से मुक्त होने के लिए न्यूमेटिक्स नियंत्रण प्रणाली के लिए बहुत सारे अनुप्रयोग होंगे इसी तरह रखरखाव आसान है इस तथ्य के कारण मेरा मतलब है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में अगर तेल में रिसाव होता है जो एक प्रमुख रखरखाव सिरदर्द है तो सबसे पहले आप तेल खोने जा रहे हैं जो महंगा है दूसरा आप सामान्य पर्यावरण समस्या उतपन्न कर रहे हैं तीसरी बात यह ज्वलनशील भी है लेकिन न्यूमेटिक्स में यदि आप यदि आप जानते हैं कि यहां और वहां छोटी लीक हैं जो अपरिहार्य हैं तो इस तथ्य के अलावा कि एक रिसाव से हमेशा दबाव का नुकसान होने वाला है और इसलिए ऊर्जा के कुछ नुकसान इसके अलावा उस रिसाव के परिणाम न्यूनतम हैं और इसलिए रखरखाव की इतनी सख्त आवश्यकता नहीं है इसलिए रखरखाव आमतौर पर थोड़ा आसान है दूसरी ओर न्यूमेटिक्स प्रणालियों के नुकसान भी हैं उदाहरण के लिए सबसे पहले ये सिस्टम जलगति विज्ञान की तुलना में प्रदर्शन में धीमे हैं उनकी बिजली की हैंडलिंग रेटिंग भी आम तौर पर धीमी होती है और एक की तुलना में परिष्कृत नियंत्रण के संदर्भ में वे इलेक्ट्रिक नियंत्रण से घटिया हैं इसलिए कहा जा रहा है कि इसलिए इनकी वजह से इंडस्ट्री में कंप्रेस्ड एयर के कुछ यूजर्स हैं और उनमें से कुछ हैं जिन्हें आप न्यूमेटिक्स नियंत्रण वाल्व जानते हैं इसलिए मूल रूप से न्यूमेटिक्स रूप से सक्रिय नियंत्रण वाल्व यही मेरा मतलब है इसलिए आपको पता है कि बड़े वाल्व प्रवाह नियंत्रण वाल्व हैं जो वायु का उपयोग करके न्यूमेटिक्स रूप से संचालित होते हैं एक्टुएशन के लिए एयर सिलेंडर तो कभी कभी आपको डीजल और गैस टरबाइन इंजन डीजल जनरेटर और गैस टरबाइन इंजन के लिए शुरुआती हवा की आवश्यकता होती है इसके लिए भी आपको संपीड़ित हवा की आवश्यकता होती है आपको उपकरण की आवश्यकता होती है इसलिए ड्रिलिंग के लिए स्क्रू ड्राइविंग के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण चाहिए पेंट स्प्रे और क्लैम्पिंग के लिए इसलिए इस तरह के ऑपरेशन के लिए लोग अक्सर संपीड़ित वायु उपकरण का उपयोग करते हैं इसलिए उद्योग में बहुत सारे न्यूमैटिक अनुप्रयोग हैं तो विशिष्ट न्यूमेटिक्स नियंत्रण प्रणाली ब्लॉक आरेखवार इस तरह दिखाई देगा इसलिए आपके पास एक स्रोत है आपके पास हवा या गैस का एक स्रोत है जो उच्च दबाव में है यह स्रोत आम तौर पर कंप्रेसर से आ रहा है और फिर आपके पास एक नियामक है और यह वास्तव में एक दबाव नियामक है यह एक दबाव नियामक है जिसके बाद आपको आवश्यकता होती है आप वास्तव में दबाव में गैस प्राप्त करते हैं जो आपके उपकरण की आवश्यकता होगी इसी तरह आपको प्रतिक्रियाएं भी मिल सकती हैं आपके पास न्यूमेटिक्स संकेत प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं आपको पता है I से P परिवर्तक करंट से दबाव परिवर्तक जैसी चीजें जिससे आपको न्यूमेटिक्स फीडबैक सिग्नल मिल सकते हैं आप विभिन्न सेंसर जानते हैं और फिर आपके पास एक न्यूमेटिक्स नियंत्रण प्रणाली हो सकती है इसलिए इस नियंत्रण प्रणाली में विभिन्न शायद दिशा नियंत्रण वाल्व और विभिन्न न्यूमेटिक्स तर्क वाल्व शामिल होगी और या हम उन्हें अगले पाठ में देखेंगे और अंत में इसे न्यूमेटिक्स नियंत्रण प्रणाली से और इस विनियमित गैस आपूर्ति का उपयोग करके एक्टुएशन संकेत दिया जाता है इस मामले में हमने जो एप्लिकेशन दिखाया है वह वाल्व एक्ट्यूएटर है जहां यह वाल्व वास्तव में इस डायाफ्राम पर दबाव का उपयोग करके स्थानांतरित किया जाता है इसलिए यह डायाफ्राम है इसलिए इस दबाव वाली गैस का उपयोग करते हुए आप वास्तव में इस गुहा में दबाव लागू करते हैं तो क्या होगा कि यह डायाफ्राम दबाव में होगा यह नीचे आ जाएगा और यह यहां वाल्व को बंद कर देगा इसलिए यह आमतौर पर एक प्रकार का स्कीमैटिक है इसका उपयोग न्यूमेटिक्स नियंत्रण के लिए किया जाता है और विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग किया जाता है इसलिए हम उस पर एक नज़र डालेंगे तो हम बुनियादी तत्वों को देखते हैं एक न्यूमेटिक्स प्रणाली में बुनियादी उपकरण इसलिए हम कंप्रेसर से शुरू करते हैं इसलिए यह कंप्रेसर A है फिर कंप्रेसर के बाद आपके पास एक आपके पास कभी कभी एक चेक वाल्व B होता है तो आपके पास एक संचयकर्ता या संपीड़ित हवा का रिजर्वायर है प्रतिक्रिया की गति में सुधार करने के लिए न्यूमेटिक्स प्रणालियों में यह बहुत आवश्यक है जैसा कि हम चर्चा करेंगे उसके बाद आपके पास आपके पास विभिन्न प्रकार के उपकरण हो सकते हैं उदाहरण के लिए इस मामले में हमने केवल एक दिशा नियंत्रण वाल्व दिखाया है जो एक और और हवा सिलेंडर को चलाने की कोशिश कर रहा है इसलिए यह एक यह एक बहुत ही विशिष्ट और सरल प्रणाली है लेकिन सामान्य तौर पर आपके पास विभिन्न प्रकार के उपकरण हो सकते हैं जैसे कि आपके पास हो सकते हैं आपके पास दबाव नियामक हो सकते हैं आपके पास प्रवाह नियंत्रण वाल्व विभिन्न प्रकार के वाल्व हो सकते हैं इसके अलावा यह सरल दिशा नियंत्रण वाल्व है इसलिए आपके पास आपका वास्तविक आप जानते हैं नियंत्रण प्रणाली तत्व यह आमतौर पर गैस संपीड़ित वायु प्रणाली है यह न्यूमेटिक्स नियंत्रण प्रणाली न्यूमैटिक नियंत्रण तत्व और फिर अंत में एक्चुएटर अंत में एक्चुएटर है इसलिए ये तीन प्रकार के उपकरण हैं जो आमतौर पर न्यूमेटिक्स नियंत्रण में उपयोग किए जाते हैं तो A कंप्रेसर B चेक वाल्व C संचायक D दिशा नियंत्रण वाल्व और अंत में E सिलेंडर या एक्चुएटर को सक्रिय कर रहा है अब सिस्टम घटकों में कंप्रेसर दबाव स्रोत है कभी कभी आपके पास एक रैखिक वायु सिलेंडर हो सकता है या कभी कभी आपके पास एक न्यूमेटिक्स मोटर रिजर्वायर या संचायक भी हो सकता है इस तथ्य के कारण रिजर्वायर संचायक बहुत आवश्यक है क्योंकि न्यूमैटिक प्रणाली प्रतिक्रिया करती है भुगतना पड़ता है मान लीजिए कि आप एक सिलेंडर को स्थानांतरित करना चाहते हैं तो आपको उस पर दबाव बनाना होगा अब दबाव बनाने में वास्तव में कुछ समय लगेगा क्योंकि हवा को सिलेंडर कक्ष में प्रवाह करना होगा और फिर पर्याप्त रूप से संपीड़ित करना होगा तो और फिर सिलेंडर के अंदर दबाव बनेगा और सिलेंडर आगे बढ़ेगा तो ऐसा क्या होता है कि अगर आप सिलेंडर को जल्दी से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि दिशा नियंत्रण वाल्व खोलने के संदर्भ में हमें एक नियंत्रण संकेत देना चाहिए तब आप चाहते हैं कि जल्दी से बहुत सारी हवा को आपूर्ति की जा सके जल्दी से सिलेंडर चेंबर को बहुत सारी हवा की आपूर्ति की जा सके जिससे कि जल्दी से दबाव बनता है और सिलेंडर चलना शुरू हो जाता है अब इस पर बहुत अधिक सम्पीड़ित हवा से तेजी से दबाव डाला जाता है मूल समस्या है क्योंकि कंप्रेशर्स ऐसे उपकरण हैं जो कर सकते हैं जो संपीड़ित हवा का एक स्थिर स्रोत बना सकता है लेकिन बहुत कुछ आपको पता है कि कंप्रेसर से ही बड़ी मात्रा में हवा की आपूर्ति नहीं की जा सकती है तो उस स्थिति में संचायक खेल में आ जाता है और ऐसी स्थिति में हवा की बड़ी मात्रा सीधे संचयकर्ता से आ सकती है और फिर संचयकर्ता फिर से कंप्रेसर द्वारा धीरे धीरे भरा जा सकता है इसलिए इससे सिस्टम की प्रतिक्रिया में बहुत सुधार होता है इसलिए न्यूमेटिक्स नियंत्रण में सिस्टम संचायक बहुत आवश्यक हैं हाइड्रोलिक नियंत्रणों की तुलना से अधिक तो हमारे पास दिशा नियंत्रण वाल्व और एक्ट्यूएटर हैं जैसा कि हमने पहले ही कहा है और हमें स्वाभाविक रूप से टयूबिंग और फिल्टर जैसे सहायक उपकरण की आवश्यकता है हाइड्रॉलिक्स की तरह ही विभिन्न प्रकार के नियंत्रण उपकरण हैं जो यहां भी उपयोग किए जाते हैं इसलिए आपके पास दबाव नियंत्रण उपकरण जैसे दबाव नियामक हैं आपके पास चेक वाल्व हैं जो प्रवाह को नियंत्रित करते हैं जो एक निश्चित दिशा में प्रवाह की अनुमति देता है और दूसरी दिशा में प्रवाह की अनुमति नहीं देता है फिर प्रवाह नियंत्रण वाल्व हैं इस मामले में प्रवाह नियंत्रण वाल्व हैं वे नहीं हैं वे आप मुख्य रूप से गति की गति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं इसलिए कभी कभी आपको पता है कि आपको इसकी आवश्यकता है आप उदाहरण के लिए मेरा मतलब है हाइड्रोलिक्स के मामले में हमने देखा है कि जब आप लोड चला रहे होते हैं तो आमतौर पर आपको धीमी गति की आवश्यकता होती है और जब आप लोड के बिना लौट रहे हैं तो आपके पास समय बचाने के लिए तेज गति हो सकती है इसलिए ऐसे मामलों में प्रवाह नियंत्रण वाल्व उपयोग कर सकते हैं बहुत उपयोग किया जाता है उसी तरह जैसे कि आप हाइड्रोलिक्स में उपयोग करते हैं फिर विभिन्न प्रकार के यदि आपके पास फीडबैक नियंत्रण है तो आपके पास विभिन्न प्रकार के फीडबैक तत्व हो सकते हैं जैसे कि प्रेशर स्विच आपके पास ऑपरेटर कमांड के लिए पुशबटन हो सकते हैं और निश्चित रूप से आपके पास विभिन्न प्रकार के विद्युत इंटरफ़ेस डिवाइस होते हैं जैसे जानते हैं आपके पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम और हाइड्रोलिक सिस्टम के बीच इंटरफेसिंग करने के लिए I से P कन्वर्टर्स हैं प्रतीक का उपयोग हाइड्रोलिक के समान हैं इसलिए कंप्रेसर इस तरह है केवल ध्यान दें कि त्रिकोण खोखला है हाइड्रोलिक्स के मामले में त्रिकोण ठोस था क्योंकि यह तेल था तो आपके पास फिल्टर मोटर हाइड्रोलिक मोटर है इलेक्ट्रिक मोटर या बल्कि यह न्यूमेटिक्स मोटर है तो दिशा नियंत्रण वाल्व दबाव स्विच और दबाव नापने का यंत्र दबाव गेज का उपयोग न्यूमेटिक्स में विभिन्न बिंदुओं पर किया जाता है या तो दबाव प्रतिक्रिया करने के लिए दबाव मान उन्हें और निश्चित रूप से पढ़ने के लिए हैं सिलेंडर इसलिए ये प्रतीक काफी सामान्य हैं और हाइड्रोलिक विज्ञान के बहुत ही समान फिर हम कंप्रेशर्स को देखते हैं कंप्रेशर्स ऐसी मशीनें हैं जो एक इनलेट दबाव से गैसों को संपीड़ित करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं जो आम तौर पर वायुमंडलीय है तो यह वायुमंडल से हवा लेता है इसे फ़िल्टर करता है और फिर इसे एक उच्च दबाव में संपीड़ित करता है और वहाँ हैं यह तंत्र आम तौर पर दो प्रकार का हो सकता है एक सकारात्मक विस्थापन है जहां हर बार वायु की निश्चित मात्रा वायुमंडलीय से परिवर्तित होती है उच्च दाब पर दबाव इसलिए कंप्रेसर के संचलन का प्रत्येक चक्र बहुत साइट है चाहे इसका घूर्णी या ट्रांसलेशनल एक निश्चित मात्रा में गैस को निम्न दबाव से उच्च दबाव में परिवर्तित करता है तब जब आप और दूसरी तरह का गैर सकारात्मक विस्थापन होता है जो मूल रूप से है तो आप केन्द्रापसारक प्रकार मूल रूप से पंखे अनिवार्य रूप से विभिन्न प्रकार के पंखे और ब्लोअर को जो आमतौर पर तब उपयोग किए जाते हैं जब आपको बड़ी मात्रा में हवा की आवश्यकता होती है लेकिन ऐसे उच्च दबाव पर नहीं इसलिए आमतौर पर उच्च दबाव के लिए सकारात्मक विस्थापन प्रकार का कम्प्रेसर उपयोग किया जाता है यदि आप बहुत उच्च दबाव में बदलना चाहते हैं तो कुछ ऐसा जैसे आप 600 700 800 1000 PSI तो आपको कुछ अक्सर कई चरणों में करने की आवश्यकता होती है इसलिए आप इसलिए एक कंप्रेसर में कई चरण हो सकते हैं एकल या एकाधिक और इसे सही तरीके से चलाने की आवश्यकता है इसलिए क्योंकि यह हवा को संपीड़ित करता है इसलिए इसे एक प्रधान मूवर द्वारा संचालित करने की आवश्यकता होती है और विभिन्न प्रकार के प्राइम मूवर्स संभव हैं यह हो सकता है प्रधान मूवर हो सकता है एक इलेक्ट्रिक मोटर या यह एक आईसी IC इंजन हो सकता है या यह कभी कभी एक टरबाइन हो सकता है जिसके साथ यह कंप्रेसर युग्मित होगा इसलिए उन जगहों पर जहां आपके पास है आप इस तरह के टर्बाइन जानते हैं तो आप वास्तव में कंप्रेसर चलाने के लिए उस ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं तो सकारात्मक विस्थापन रैखिक गति को शामिल कर सकता है या सर्कुलर गति को शामिल कर सकता है इसलिए आपके पास या तो घूमने वाले पिस्टन प्रकार हो सकते हैं या आपके पास घूर्णन शिरा या रोटरी प्ररित करनेवाला हो सकता है इसलिए या तो आपके पास घूर्णी डिज़ाइन हैं या आपके पास ट्रांसलेशनल संबंधी डिज़ाइन हैं लेकिन प्रत्येक मामले में रोटेशन के एक चक्र या एक चक्र के टू एंड फ्रो गति हवा की एक निश्चित मात्रा ले जाएगा और इसे धक्का देगा कम दबाव इनलेट पोर्ट पर ले जाएं और इसे आउटलेट पोर्ट में धकेल दें ताकि पारस्परिक पिस्टन प्रकार में आपके पास एक पिस्टन है आपके पास सिलेंडर है और आपके पास कुछ वाल्व हैं ठीक है और दो स्ट्रोक हैं इसलिए एक स्ट्रोक को सक्शन कहा जाता है और दूसरे स्ट्रोक को कम्प्रेशन कहा जाता है इसलिए सक्शन स्ट्रोक में आप हवा अंदर निम्न दाब पक्ष से ले रहे हैं जो आमतौर पर वायुमंडलीय होता है और कम्प्रेशन स्ट्रोक में हवा के आयतन को आप एक हाई प्रेशर पोर्ट पर पुश कर रहे हैं और यह सकिंग और कंप्रेसिंग वास्तव में वाल्व के सेट द्वारा निर्देशित होता है जैसा कि हम देखेंगे यह एकल या एकाधिक चरण भी हो सकता है इसलिए यहां एक आरेख है इसलिए आमतौर पर आप जानते हैं कि यह कम दबाव इनलेट पोर्ट है और यह उच्च दबाव आउटलेट आउटलेट पोर्ट है इसलिए और ये दो वाल्व हैं जिन्हें आप जानते हैं जो वास्तव में गति को नियंत्रित करता है और इसे प्राइम मूवर को युग्मित किया जाता है इसलिए शायद यह एक कैम संचालित तंत्र है इसलिए सक्शन स्ट्रोक में यह सिलेंडर इस तरह से चलता है जैसा कि यहां दिखाया गया है और फिर यह वाल्व खुलने जा रहा है क्योंकि दबाव यहाँ गिरने वाला है इसलिए यह वाल्व खुलेगा और इनलेट से हवा निकलेगी दूसरी तरफ यह बिल्कुल नहीं है मेरा मतलब है कि यह केवल योजनाबद्ध रूप से दिखाया गया है इसलिए चूंकि यह सक्शन है इसलिए यह इस आउटलेट को सील कर देगा इसलिए आउटलेट से कोई हवा नहीं ली जाएगी ठीक है अब इसके बाद सबसे कम स्थिति में आने के बाद हवा की एक निश्चित मात्रा अंदर रहने वाली है और वह कम इनलेट दबाव पर है इसके बाद यह अल्टेरनेटिंग गति यह सिलेंडर ऊपर जाना शुरू कर देगा जिस क्षण यह ऊपर जाने लगेगा यह यहाँ एक उच्च दबाव बनाता है यह वास्तव में यहाँ हवा को संकुचित करता है तो ऐसा क्या होता है कि यह वाल्व अब ऊपर दबाया जाता है इसलिए यह बंद हो जाएगा जबकि यह वाल्व ऊपर भी जाएगा और फिर यह खुल जाएगा जो वास्तव में खुल जाएगा तो हवा बाहर निकलेगी इसलिए हवा बाहर बहती है उस समय के दौरान इस पथ के माध्यम से और यह है इसलिए यह हो रहा है इसलिए हर स्ट्रोक यह है यह हवा से दी गई मात्रा को कम दबाव वायुमंडलीय पक्ष से सक कर रहा है और यह हवा को उच्च दबाव आउटलेट में वापस धकेल रहा है तो यह एक रेसिप्रोकेटिंग प्रकार का कंप्रेसर तंत्र है रोटरी कंप्रेशर्स के लिए आप या तो वेन टाइप जानते हैं जहाँ जैसा कि हमने हाइड्रोलिक्स के मामले में भी देखा है हमने वेन टाइप पंप देखे हैं जहाँ पर एक कैविटी के अंदर फलक की घूर्णी गति बस जब वेन चलती है हवा को इनलेट से सक किया जाता है और उस हवा को वापस उच्च दबाव पर आउटलेट में स्थानांतरित किया जाता है